चलिए अब जारी रखते हैं इससे पहले कि मैं यूनिक फ़ैक्टराइज़ेशन डोमेन और प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के बारे में बात करूं जो कि अगले कुछ वीडियो के लिए हमारा लक्ष्य होने जा रहा है मुझे पिछले वीडियो में कही गई बात को ठीक करने दें जो गलत थी तो मैं इसे ठीक करता हूं तो यह वह सुधार है जो मैं करना चाहता हूं और कुछ ऐसा है जहां मैंने टिप्पणी की थी जिसे मैंने पारित किया था तो याद रखें कि हम जानते हैं पोलिनोमिअल रिंग एक वेरिएबल में Z के ऊपर नोएथेरियन है हम निश्चित रूप से जानते हैं कि क्योंकि हम हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम का उपयोग कर सकते हैं हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम याद करें जिसे हमने पिछली बार प्रूव किया था कि यदि आपके पास नोएथेरियन रिंग है तो यह कहता है कि R नोएथेरियन का अर्थ है R X नोएथेरियन तो एक वेरिएबल में पोलिनोमिअल रिंग या एक नोएथेरियन रिंग भी नोएथेरियन है हम निश्चित रूप से जानते हैं कि इंटिजर्स का रिंग नोथेरियन है क्योंकि Z में हर आइडियल वास्तव में प्रिंसिपल है फाइनाइटली उत्पन्न होता है तो Z X नोएथेरियन है मैंने गलती की थी जब मैंने कहा था कि Z X में हर आइडियल 2 एलिमेंट्स से उत्पन्न होता है तो अब मैं जो कहना चाहता हूं वह सत्य नहीं है कि Z X का प्रत्येक एलिमेंट 2 एलिमेंट्स द्वारा उत्पन्न होता है ठीक है तो यह कुछ ऐसा है जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था और मैंने वास्तव में आपको एक अभ्यास के रूप में करने के लिए कहा था वह कथन ताकि आप जान सकें कि Z X हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम का उपयोग किए बिना नोएथेरियन है लेकिन यह सच नहीं है तो वास्तव में वह एलिमेंट्स हैं क्षमा करें वह आइडियलस हैं मुझे एलिमेंट्स नहीं कहना चाहिए यहां तक कि यह भी सच नहीं है कि Z X का हर आइडियल 2 एलिमेंट्स से उत्पन्न होता है जो कि गलत है वास्तव में ZX में ऐसे आइडियलस हैं जो तीन एलिमेंट्स द्वारा उत्पन्न होते हैं और जिन्हें 2 एलिमेंट्स द्वारा अधिक सामान्य रूप से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है और हमारे पास वास्तव में किसी भी n के लिए ZX के आइडियलस हैं जो n एलिमेंट्स द्वारा उत्पन्न होते हैं लेकिन n माइनस 1 द्वारा नहीं ठीक है तो एक उदाहरण के रूप में यह कुछ ऐसा है जिसे मैं साबित नहीं कर सकता इसे साबित करने के लिए रिंग थ्योरी में कुछ और तकनीकों की आवश्यकता है इसलिए मैं केवल इस पर जोर दूंगा आप इस बारे में कभी और सोच सकते हैं तो यदि आप 4 2 X और X स्क्वैर्ड द्वारा उत्पन्न आइडियल लेते हैं तो निश्चित रूप से I तीन एलिमेंट्स 4 2 X और X स्क्वैर्ड द्वारा परिभाषा के अनुसार उत्पन्न होता है I तीन से कम एलिमेंट्स से उत्पन्न नहीं होता है तो I प्रिंसिपल नहीं है जिसे दिखाना मुश्किल नहीं है और लेकिन I भी कोई से भी 2 एलिमेंट्स से उत्पन्न नहीं होता है इसलिए कि आप मान लें कि I में कोई 2 एलिमेंट्स नहीं हैं जो I उत्पन्न करते हैं मेरा मतलब है कि I उत्पन्न करने के लिए आपको कम से कम तीन एलिमेंट्स की आवश्यकता है तो जैसा कि मैंने कहा इसके लिए कुछ तकनीकों की आवश्यकता है जिन्हें हम इस पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करने जा रहे हैं लेकिन यह कुछ ऐसी है जिसे आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए याद रखें कि यह तथ्य कि Z X नोएथेरियन है अभी भी सत्य है हमें इस मजबूत कथन की आवश्यकता नहीं है कि Z X का प्रत्येक आइडियल 2 एलिमेंट्स से उत्पन्न होता है हमें केवल इस कथन की आवश्यकता है कि Z X का प्रत्येक आइडियल फाइनाईटली उत्पन्न होता है I इस उदाहरण में निश्चित रूप से फाइनाईटली उत्पन्न हुआ हैक्योंकि यह तीन एलिमेंट्स द्वारा उत्पन्न होता है मैं कह रहा हूं कि यह तीन से कम एलिमेंट्स द्वारा उत्पन्न नहीं होता है तो सिर्फ यह करैक्शन है जो मैं इस उदाहरण में नोएथेरियन रिंग के बारे में बताना चाहता था जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी तो हमारे लिए अगला लक्ष्य कोर्स में अगले विषय से परिचित कराना है जिसे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन्स कहा जाता है और जिसे मैं डेनोटे करूंगा जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड नोटेशन है जिसे PID प्रिंसिपल आइडियल डोमेन्स और यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन्स कहा जाता है तो इन्हें UFD कहा जाता है तो ये अब्बरेवाशंस हैं ये विशेष प्रकार के रिंग्स हैं तो रिंग्स जिनमें कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज हैं वह हम इस वीडियो में और अगले 2 या 3 वीडियो में इनकी चर्चा करेंगे इसलिए इससे पहले कि मैं इन रिंग्स की इन सटीक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना शुरू करूं मैं कुछ सामान्यताओं का परिचय देता हूं तो कुछ सामान्य चीजें तो आज के वीडियो में और अगले कुछ वीडियो में हम केवल इंटीग्रल डोमेन के साथ काम करेंगे ठीक है तो हम जिन कॉन्सेप्ट्स का परिचय देंगे वे केवल इंटीग्रल डोमेन के लिए मान्य हैं और ऐसा करने का कारण प्रिंसिपल आइडियल डोमेन्स हैं यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन्स जैसा कि डोमेन शब्द से पता चलता है वे वास्तव में इंटीग्रल डोमेन हैं और अतिरिक्त प्रॉपर्टीज के साथ हैं इसलिए हम इंटीग्रल डोमेन के साथ रहेंगे तो आइए इसके साथ शुरू करें मान लें कि R एक इंटीग्रल डोमेन है जैसा कि मैं इस अवधारणा को करने जा रहा हूं जिसे मैं आज के वीडियो में पेश करूंगा इंटिजर्स के उदाहरण को ध्यान में रखें ये सभी अवधारणाएं वास्तव में मॉडल के रूप में इंटिजर्स के साथ विकसित की गई हैं इसलिए हम उन अच्छे प्रॉपर्टीज को देखते हैं जो इंटिजर्स में होते हैं और उन्हें अधिक रिंग्स के लिए सामान्यीकृत करने का प्रयास करते हैं तो इस प्रक्रिया में मैं कुछ परिभाषाओं को परिभाषित करता हूं इसलिए ये केवल परिभाषाएं या नोटेशन्स हैं तो हम कहते हैं कि मान लीजिए a और b R के दो एलिमेंट्स हैं तो मान लें कि a और b R के दो एलिमेंट्स हैं हम कहते हैं कि यह बहुत सामान्य भाषा है लेकिन मैं इसे औपचारिक रूप से परिभाषित करना चाहता हूं इसलिए कि भविष्य में आपको यह स्पष्ट हो जाएगा हम कहते हैं कि b a को डिवाइड करता है या b a का डिवीज़र है तो आप इंटिजर्स के लिए डिवीज़न की धारणा से परिचित हैं इसलिए मैं इसे एक आरबिटरेरी इंटीग्रल डोमेन के लिए सामान्यीकृत करने का प्रयास कर रहा हूं हम कहते हैं कि b a को डिवाइड करता है या b a का डिवीज़र है यदि b c R में कुछ c के लिए a के बराबर है तो यदि a b का मल्टीपल है तो हम कहते हैं कि b a को डिवाइड करता है हमारा क्या मतलब है जब हम कहते हैं कि 3 डिवाइड 12 इसका मतलब है 3 यानी कि 3 गुना 4 12 है तो अब इसे एक आरबिटरेरी रिंग स्थिति के लिए सामान्यीकृत किया गया है और हम एक नोटेशन का उपयोग करते हैं जो शब्दों में लिखने के बजाय सुविधाजनक है b डिवाइड a हम लिखते हैं b डिवाइड a यह इंडिकेट करने के लिए कि हम b वर्टीकल बार a लिखें इसका तात्पर्य यह है कि यह कथन b को डिवाइड करने के लिए एक शॉर्टहैंड है जिसका मैं अक्सर उपयोग करूंगा या कि b a का प्रॉपर डिवीज़र है दूसरी ओर हम एक प्रॉपर डिवीज़र की धारणा का परिचय देना चाहते हैं हम कहते हैं कि b a का एक प्रॉपर डिवीज़र है निश्चित रूप से सबसे पहले b डिवाइड करता है यदि b c कुछ c के लिए a के बराबर है और न तो b और न ही c एक यूनिट हैं तो यह यहाँ एक महत्वपूर्ण धारणा है तो मैं इसे समझाता हूं सबसे पहले एक प्रॉपर डिवीज़र होने के लिए यह एक डिवीज़र होना चाहिए लेकिन मैं कुछ ऑब्वियस डिवीज़रस को रद्द करना चाहता हूं मैं उन ट्रिविअल डिवीज़रस पर विचार नहीं करना चाहता इसलिए मैं एक प्रॉपर डिवीज़र की धारणा का परिचय दे रहा हूं एक प्रॉपर डिवीज़र से मेरा क्या मतलब है मैं सबसे पहले चाहता हूं कि b इसे डिवाइड करे इसलिए b c बराबर हैं a के लेकिन मैं नहीं चाहता कि c या b यूनिट हो रिकॉल करिए तो याद रखें कि एक रिंग में एक यूनिट एक एलिमेंट है जिसके साथ a है याद रखें कि एक यूनिट क्या है यह एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है याद रखें कि रिंग में हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होना आवश्यक नहीं है यदि इसका एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो हम इसे एक यूनिट कहते हैं तो यह ऐसा है एक प्रॉपर डिवीज़र होने के लिए सबसे पहले यह एक यूनिट नहीं हो सकता है और यह कि जो इसे मल्टीप्लाई करता है वह भी एक यूनिट नहीं हो सकता है तो एक उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि Z में 2 10 का एक प्रॉपर डिवीज़र है 2 10 का एक प्रॉपर डिवीज़र है क्योंकि 2 गुना 5 10 है और 2 और 5 यूनिटस नहीं हैं Z में यूनिटस क्या हैं यह स्पष्ट है कि Z में केवल यूनिटस इंटिजर 1 और इंटिजर माइनस 1 हैं तो 2 10 का एक प्रॉपर डिवीज़र है दूसरी ओर 1 प्रॉपर डिवीज़र नहीं है यह एक डिवीज़र है ठीक है लेकिन यह 10 का एक प्रॉपर डिवीज़र नहीं है ऐसा इसलिए है क्योंकि 1 एक यूनिट है एक प्रॉपर डिवीज़र एक यूनिट नहीं हो सकता तो दूसरी ओर माइनस 10 भी माइनस 10 नहीं है और 10 भी प्रॉपर डिवीज़र नहीं हैं क्योंकि 10 गुना 1 10 है लेकिन यह एक यूनिट है इसी तरह माइनस 10 गुना माइनस 1 10 है और यह एक यूनिट है तो 10 और माइनस 10 वास्तव में 10 के डिवीज़रस हैं लेकिन जिसे आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं वह एक यूनिट है तो 10 और माइनस 10 प्रॉपर डिवीज़र नहीं हैं 1 प्रॉपर डिवीज़र नहीं है तो 10 में कई डिवीज़रस हैं लेकिन उनमें से केवल कुछ ही प्रॉपर नहीं हैं उनमें से कुछ प्रॉपर हैं तो यह किसी भी रिंग में सामान्य रूप से एक सामान्य धारणा है हमारे पास एक प्रॉपर डिवीज़र की धारणा है एक और परिभाषा हम कहते हैं कि R में दो एलिमेंट्स हैं a और b तो अब मैं आरबिटरेरी इंटीग्रल डोमेन में वापस आ गया हूं याद रखें कि मैं इस वीडियो में एक आरबिटरेरी रिंग के साथ काम नहीं कर रहा हूं मैं एक आरबिटरेरी इंटीग्रल डोमेन के साथ काम कर रहा हूं हम कहते हैं कि एक इंटीग्रल डोमेन में दो एलिमेंट्स a b एसोसिएट्स हैं यदि a बराबर है b u के किसी यूनिट u के लिए या इक्विवेलेंटली a और b एक दूसरे को डिवाइड करते हैं ठीक है तो एसोसिएट्स का अर्थ है a डिवाइड b b डिवाइड a बेशक प्रत्येक एलिमेंट स्वयं का एक एसोसिएट है लेकिन दो अलग अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं जो एक दूसरे के एसोसिएट्स हैं उदाहरण के लिए 2 और माइनस 2 एसोसिएट्स हैं Z में राइट 2 माइनस 2 गुना माइनस 1 है माइनस 1 एक यूनिट है तो वे एसोसिएट्स हैं 2 और 3 एसोसिएट्स नहीं हैं 2 और 4 एसोसिएट्स नहीं हैं 2 का एकमात्र एसोसिएट वास्तव में 2 या माइनस 2 है तो Z में यही होता है आइए अब एक और उदाहरण देखें R बराबर Zi याद है Zi सेट सभी काम्प्लेक्स नंबर्स की रिंग जो a प्लस i b के रूप में हैं जहाँ a और b इंटिजर्स हैं और यह एक सब रिंग होने के नाते एक इंटीग्रल डोमेन है तो हम इस रिंग में एसोसिएट्स के बारे में भी बात कर सकते हैं और R के यूनिट्स क्या हैं मुझे याद नहीं है कि क्या मैंने स्पष्ट रूप से ऐसा किया था लेकिन मैंने इसका उल्लेख इस पाठ्यक्रम की शुरुआत में किआ था ऐसा मुझे लगता है Z i के यूनिट्स वास्तव में उनमें से 4 हैं 1 माइनस 1 i माइनस i तो ये इस रिंग Z i की यूनिट्स हैं तो अब इन यूनिट्स का उपयोग करते हुए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हम देखते हैं 1 प्लस i और i माइनस 1 यूनिट्स एसोसिएट्स हैं ऐसा क्यों है क्योंकि i माइनस 1 है 1 प्लस i i एक यूनिट है इस बार i यूनिट है 1 माइनस i माइनस 1 इसलिए वे एसोसिएट्स हैं इसी तरह 2 प्लस i और 1 माइनस 2 i एसोसिएट्स हैं क्योंकि 2 प्लस i गुना तो आइए देखते हैं 2 प्लस i गुना i या माइनस i माइनस i भी यूनिट है जब आप 2 प्लस i और माइनस i को गुणा करते हैं तो आपको माइनस 2 i प्लस 1 मिलता है जो इसके बराबर है तो ये भी सहयोगी हैं तो इस उदाहरण से पता चलता है कि एसोसिएट्स उदाहरण में भिन्न दिख सकते हैं यदि इंटिजर्स निश्चित रूप से किसी नंबर का एक एसोसिएट या तो वह नंबर है या उस नंबर का नेगेटिव है लेकिन यदि किसी रिंग में अधिक यूनिट्स हैं तो आपके पास अधिक दिलचस्प एसोसिएट्स हैं तो ये एसोसिएट्स के उदाहरण हैं ठीक है तो अब हमने परिभाषित किया है कि एक एलिमेंट के लिए दूसरे एलिमेंट का डिवीज़र होने का क्या अर्थ है एक एलिमेंट के लिए दूसरे एलिमेंट का प्रॉपर डिवीज़र होने का क्या अर्थ है और हमने एसोसिएट्स की धारणा को भी परिभाषित किया है तो अब मैं आपको दो बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं देने जा रहा हूँ जो किसी भी इंटीग्रल डोमेन में मान्य है ठीक है तो ये दो महत्वपूर्ण परिभाषाएँ क्या हैं 1 तो R को एक इंटीग्रल डोमेन होने दें मैं इसे इस तरह छोटा कर दूंगा कि R एक इंटीग्रल डोमेन हो इसलिए मैं निम्नलिखित दो चीजों को परिभाषित करना चाहता हूं तो पहले मैं यह कहूँगा और मान लीजिए कि a R का एक एलिमेंट है ठीक है इसलिए हम कहते हैं कि a इरेड्यूसिबल है इसलिए हमने पहले इरेड्यूसिबल पॉलिनॉमियल्स के बारे में बात की है और यह वास्तव में वैसा ही है लेकिन अब मैं इसे किसी भी पॉलिनॉमियल रिंग में नहीं कर रहा हूं बल्कि वास्तव में किसी भी इंटीग्रल डोमेन इंटीग्रल डोमेन के लिए a इरेड्यूसिबल है यदि निम्न होता है आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए याद रखें इरेड्यूसिबल पॉलिनॉमियल्स वे होते हैं जो नॉन ट्रिविअल तरीके से फैक्टर नहीं होते हैं तो मैं एक ही धारणा का उपयोग करूंगा a इरेड्यूसिबल है अगर मैं सबसे पहले चाहता हूं कि a एक यूनिट नहीं होना चाहिए मैं सरलता के लिए यूनिट्स को इरेड्यूसिबल नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हर बार जब मैं किसी प्रूफ या किसी चीज में काम कर रहा होउंगा और मैं इरेड्यूसीबल एलिमेंट्स के साथ काम कर रहा हूं मैं यह नहीं मानना चाहता कि यह यूनिट नहीं है इसलिए मैं डिक्लेअर करूंगा कि एक इरेड्यूसबल एलिमेंट परिभाषा के अनुसार एक यूनिट नहीं है और इसका कोई प्रॉपर डिवीज़र नहीं है इसलिए यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो पॉलिनॉमियल रिंग्स के मामले में हमारे पास यही है एक पॉलिनॉमियल रेड्यूसिबल है यदि इसका वास्तव में कोई प्रॉपर डिवीज़र नहीं है याद रखें हर चीज का एक डिवीज़र होता है क्योंकि a स्वयं का डिवीज़र होता है कोई भी यूनिट a का डिवीज़र होता है लेकिन मैं उन्हें एक्चुअल डिवीज़र्स नहीं मानना चाहता इसलिए मैं केवल यह कहूंगा कि इसका कोई प्रॉपर डिवीज़र नहीं है तो यह इरेड्यूसबल है मैं आपको उदाहरण दूंगा और दोनों परिभाषाओं को देने के बाद इसके बारे में अधिक चर्चा करूंगा तो दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा है a एक प्राइम है तो दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा यह है कि a प्राइम है यदि a यूनिट नहीं है इसलिए मैं फिर से यूनिट्स को प्राइम के रूप में नहीं मानना चाहता हूं और यदि कोई प्रॉडक्ट b c को डिवाइड करता है जहां निश्चित रूप से b और c R के एलिमेंट्स हैं तो आपको इंटिजर्स में प्राइम नंबर्स की परिभाषा को रिकॉल करना चाहिए इसलिए यदि a एक यूनिट नहीं है और यदि a प्रोडक्ट bc को डिवाइड करता है तो a b को डिवाइड करता है या c को डिवाइड करता है तो इसे हम एक प्राइम एलिमेंट कहते हैं एक प्राइम एलिमेंट वह है जो एक यूनिट नहीं है और इसकी एक प्रॉपर्टी है कि यदि यह दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को दो अन्य रिंग एलिमेंट्स में डिवाइड करता है तो उसे उनमें से एक को डिवाइड करना होगा तो इससे पहले कि हम और दिलचस्प उदाहरणों पर चर्चा करें अब मैं आपको कुछ स्पष्ट उदाहरण देता हूं जब R Z होता है तो ये दो धारणाएँ समान होती हैं मेरा मतलब है कि एक इंटिजर यदि a Z से संबंधित है तो a इरेड्यूसबल है यदि और केवल यदि a प्राइम है यह कुछ ऐसा है जिसका आपने अध्ययन किया हो सकता है कि आप कुछ हाई स्कूल अरिथमेटिक से याद कर सकते हैं जो आपने किया होगा बेशक प्राइम नंबर्स देखें हम जानते हैं कि यह प्राइम नंबर्स की एक परिभाषा है कि जिसे हम अब इरेड्यूसिबल कह रहे हैं वह अक्सर लोग प्राइम इंटिजर के रूप में सोचते हैं क्योंकि एक इंटिजर प्राइम होता है यदि उसके पास एक के अलावा कोई अन्य फैक्टर नहीं है और वह इंटिजर प्रॉपर डिवीज़र नहीं हैं तो आप एक पॉजिटिव इंटिजर लेते हैं हम इसे प्राइम कहते हैं यदि इसमें कोई अन्य पॉजिटिव प्रॉपर डिवीज़र नहीं है इसमें 1 और p के अलावा कोई डिवीज़र नहीं है तब p प्राइम है यह धारणा वास्तव में है जिसे हम एक आरबिटरेरी इंटीग्रल डोमेन के मामले में इरेड्यूसिबल कह रहे हैं लेकिन आप प्राइम नंबर्स को परिभाषित करने के बाद भी करते हैं ये थ्योरम कि एक प्राइम इंटिजर में एक प्रॉपर्टी होती है कि यदि वह इंटिजर p प्राइम है और केवल यदि p डिवाइड करता है दो इंटिजरस a और b के प्रोडक्ट को तो उसे उनमें से किसी एक भी को डिवाइड करना होगा उदाहरण के लिए 5 डिवाइड a b यह कुछ ऐसा है जिसे आपने पहले देखा होगा फिर 5 डिवाइड a या 5 डिवाइड b इस तरह के स्टेटमेंट को आप देखते हैं इस तरह का स्टेटमेंट आपको परिचित है 5 प्राइम है क्योंकि इसमें यह गुण होता है जिसे हम इंटीग्रल डोमेन में प्राइम एलिमेंट कहते हैं इंटीग्रल डोमेन Z के मामले में ये वास्तव में वही इरेड्यूसिबिलिटी हैं जो प्राईमेलिटी के बराबर हैं तो इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स Z क्या हैं मेरा मतलब है कि आप लिख सकते हैं कि 1 को इरेड्यूसेबल नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि 1 एक यूनिट है तो 2 3 5 7 इत्यादि हैं और निश्चित रूप से बेशक हम यह भी विचार कर सकते हैं कि परिभाषा में कुछ भी अस्वीकार नहीं करता है ये अनुमति देता है कि उनके नेगेटिव भी प्राइम एलिमेंट्स या इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स हैं तो Z के मामले में यह बहुत स्पष्ट है कि वे दोनों एक ही अवधारणा हैं एक एलिमेंट इरेड्यूसिबल है यदि और केवल अगर वह प्राइम है तो अब दूसरी ओर जैसा कि मैंने कहा यह एक परिचित उदाहरण है अब रिंग R को देखें जो है Z एडजॉइनड स्क्वायर रुट माइनस 5 के बराबर अब यह रिंग Z एडजॉइनड i के समान है इस अर्थ में कि यह सभी काम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो a प्लस b टाइम्स स्क्वायर रुट माइनस 5 की फॉर्म में है जहाँ a और b इंटिजर्स हैं तो यह C का एक सब रिंग है इसलिए R एक इंटीग्रल डोमेन है इसलिए इसमें मैं परिचय देना चाहता हूं मैं वास्तव में यह दिखाना चाहता हूं कि एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट है जो प्राइम नहीं है जो कि Z में नहीं होता है क्योंकि प्रत्येक इरेड्यूसिबल एलिमेंट प्राइम है प्रत्येक प्राइम एलिमेंट इरेड्यूसेबल है लेकिन यह सामान्य रूप से सच नहीं है तो इसमें मैं दो दावे करता हूं 2 R के एक एलिमेंट के रूप में इरेड्यूसबल है लेकिन 2 प्राइम नहीं है तो यह मैं हूँ मैं इन दो कथनों को सिद्ध करने जा रहा हूँ इसलिए मैं दावा कर रहा हूं कि रिंग R में एलिमेंट 2 जो Z एडजॉइनड स्क्वायर रुट माइनस 5 है इरेड्यूसबल है लेकिन प्राइम नहीं है सामान्य तौर पर दूसरे शब्दों में इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स को प्राइम होने की आवश्यकता नहीं है तो सबसे पहले 2 प्राइम क्यों है या प्राइम क्यों नहीं है तो आइए साबित करें कि पहले 2 प्राइम नहीं है इस वीडियो का शेष भाग इस दावे को सिद्ध करेगा जो कि कठिन नहीं है लेकिन यह एक कठिन गणना है तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप इसका ध्यानपूर्वक पालन करते हैं यह एक दिलचस्प उदाहरण है जिसका हम पाठ्यक्रम में फिर से सामना करेंगे तो 2 प्राइम नहीं है मुझे यह दिखाने की क्या आवश्यकता है कि 2 प्राइम नहीं है मुझे यह दिखाने की आवश्यकता है कि रिंग में दो एलिमेंट्स हैं जिनका प्रोडक्ट 2 डिवाइड होता है लेकिन 2 इसे डिवाइड नहीं करता है तो और जो प्रोडक्ट मैं लूंगा वह 6 है तो 2 डिवाइड मैं दावा करता हूं 1 प्लस रूट माइनस 5 टाइम्स 5 माइनस रूट माइनस 5 1 प्लस क्या है तो यह मेरा B है यदि आप चाहते हैं और यह मेरा c है 1 प्लस रूट माइनस 5 टाइम्स 1 माइनस रूट माइनस 5 क्या है यह सामान्य रूप है a माइनस b टाइम्स a प्लस b s स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है यह 1 स्क्वैरेड माइनस रुट माइनस 5 स्क्वैरेड है तो यह 1 माइनस माइनस 5 है यह 1प्लस 5 है जो 6 है तो निश्चित रूप से 2 b c को डिवाइड करता है अब हम दिखाएंगे कि 2 b को डिवाइड नहीं करता है और 2 c को डिवाइड नहीं करता है यदि 2 b और c के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है लेकिन 2 b को डिवाइड नहीं करता है या 2 c को डिवाइड नहीं करता है तो परिभाषा के अनुसार 2 प्राइम नहीं हो सकता तो 2 क्यों नहीं डिवाइड करता है क्यों नहीं b कारण ऐसा है मान लीजिए कि 2 डिवाइड b है तो हम कॉन्ट्रडिक्शन से आगे बढ़ते हैं मान लीजिए 2 डिवाइड b है इसका क्या अर्थ है इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको सामान्य तौर पर किसी भी रिंग में बताया है कि जब कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिवाइड करता है तो मेरा मतलब है कि 2 बार कोई रिंग एलिमेंट b है 2 टाइम्स एक रिंग एलिमेंट b है इस स्थिति में 2 डिवाइड 6 है क्योंकि 2 निश्चित रूप से है 2 टाइम्स 3 6 है इसलिए 2डिवाइड 6 है तो 2 डिवाइड b याद रखें कि b 1 प्लस रुट माइनस 5 है यदि 2 टाइम्स कुछ x प्लस y स्क्वायर रुट माइनस 5 1 प्लस रुट माइनस 5 के बराबर है जहां x और y Z में हैं यदि x और y इंटिजर्स इस तरह मौजूद हैं की 2 टाइम्स x प्लस y माइनस y स्क्वायर रुट माइनस 5 बराबर 1 प्लस स्क्वायर रुट माइनस 5 है तो हम कहते हैं कि 2 डिवाइड 1 प्लस स्क्वायर रुट माइनस 5 है इसलिए मैं यह दिखाने जा रहा हूं कि यह संभव नहीं है तो इस समानता के कुछ परिणाम देखते हैं आपके पास 2 x प्लस 2 y स्क्वायर रुट माइनस 5 है 1 स्क्वायर रुट माइनस 5 है इसलिए मैं यहां शब्दों को घुमा कर लिखने जा रहा हूं मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और 1 माइनस 2 y टाइम्स स्क्वायर रुट माइनस 5 इसलिए मैं समान टर्म्स को एक साथ जोड़ रहा हूं 2 x माइनस 1 तो 1 यहां आता है 2 y स्क्वायर रुट माइनस 5 वहां जाता है तो मेरे पास 1 माइनस 2 y टाइम्स स्क्वायर रुट 5 है लेकिन अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबरों के अंदर काम कर सकता हूं ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं दूसरे शब्दों में मैं ऐसा करने के लिए 1 माइनस 2 y से डिवाइड कर सकता हूं सबसे पहले 1 माइनस 2 y 0 नहीं हो सकता क्योंकि y एक इन्टिजर है याद रखें y एक इन्टिजर है इसका मतलब है 1 y के बराबर नहीं हो सकता 1 दूसरे शब्दों में एक ओड इन्टिजर है इसलिए 1 माइनस 2 y 0 नहीं हो सकता इसलिए मैं 1 माइनस 2 y से डिवाइड कर सकता हूं लेकिन यह बेतुका है यह बेतुका क्यों है कई के लिए कारण एक कारण यह है कि यह एक रैशनल नंबर सही है क्योंकि यह दो इन्टिजरस की रेश्यो है यह रैशनल नंबर है निश्चित रूप से स्क्वायर रुट माइनस 5 एक रैशनल नंबर नहीं है यह रियल नंबर भी है लेकिन यह एक रियल नंबर नहीं हो सकती है इसलिए यह एक और कारण है तो 2 b को डिवाइड नहीं करता है तो क्या आप सहमत हैं कि मैंने साबित कर दिया है कि 2 b को समान रूप से डिवाइड नहीं करता है 2 सही से डिवाइड नहीं होता है मुझे आशा है कि यह आपके लिए स्पष्ट है तो आप मान लेते हैं कि 2 टाइम्स x प्लस 5 टाइम्स x प्लस 5 स्क्वायर रुट माइनस y बराबर है 1 माइनस स्क्वायर रुट माइनस 5 जो कि c था और एक कॉन्ट्रडिक्शन प्राप्त करने के लिए समान गणना करें तो 2 c को डिवाइड नहीं करता है 2 b को डिवाइड नहीं करता है लेकिन 2 bc को डिवाइड करता है अत 2 प्राइम नहीं है तो यह पहला भाग है